अगला व्याख्यान IIoT बिजनेस मॉडल के बारे में है जो कि इसका दूसरा भाग है पहले भाग की कुछ मूल बातें IoT के व्यावसायिक पहलू व्यवसाय मॉडल के संदर्भ में थीं विभिन्न प्रकार के व्यवसाय मॉडल जो साहित्य में हैं और उसके बाद हम IoT के लिए व्यापार मॉडल के कुछ विशिष्ट पहलुओं से गुजरे इसकी विशेषताएं लाभ और उन्हें IoT को अपनाने में विभिन्न चुनौतियाँ इस व्याख्यान में हम विशेष रूप से औद्योगिक IoT व्यावसायिक पहलुओं IIoT के लिए व्यापार मॉडल पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे औद्योगिक IoT IIoT संदर्भ में किसी भी व्यवसाय के लिए अनिश्चितता है अनिश्चितता से भी जुड़े कुछ जोखिम हैं और यह अनिश्चितता और जोखिम या तो ये सकारात्मक हो सकते हैं वे व्यवसाय पर कुछ सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं या यह नकारात्मक हो सकते हैं तो उद्यमिता सिद्धांत अवसर परिसंपत्तियों के अवसर जो उदाहरण के लिए बनाए गए हैं सेवा नवीनीकरण जो विनिर्माण में सहायता करते हैं सेवा संचालित अवसर कुछ विशिष्ट उपयोगकर्ताओं और सूचना के बुनियादी ढांचे के स्वामित्व के लिए लक्षित हैं इसलिए ये सकारात्मक पहलू हैं लेकिन कुछ संबद्ध नकारात्मक पहलू हैं जो मूल रूप से लेनदेन लागत सिद्धांत के माध्यम से कैप्चर किए जाते हैं गैर स्वामित्व अनुबंध किया जा सकता है प्रदर्शन समय के साथ साथ अनुकूलित किया जा सकता है ये वे चीजें हैं जो लेनदेन लागत सिद्धांत के तहत कैप्चर की जाती हैं इन बातों पर विचार करना होगा जब हम IIoT के व्यावसायिक पहलुओं के बारे में बात करते हैं ये सेवा नवीनीकरण वे विनिर्माण में सहायता कर सकते हैं सेवा संचालित अवसर अंतिम उपयोगकर्ता या सूचना आधारिक संरचना के रूप में जानी जाने वाली किसी चीज का हिस्सा हैं इसलिए मैंने आपको यह बताया कि सकारात्मक पहलू हैं कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं तो नकारात्मक पहलू जैसे कि गैर स्वामित्व अनुबंध प्रदर्शन अनुबंध प्रदर्शन अनुबंध का मतलब है जैसे व्यवसाय विभिन्न परिसंपत्तियों की पेशकश कर रहा है संपत्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं उदाहरण के लिए संपत्ति का मतलब है मशीनरी की तरह अलग अलग समय में उनके अपने अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन होंगे उनका प्रदर्शन अलग हो जाएगा सेवा प्रदान करने वालों और साथ ही मूल रूप से सेवा प्रदाताओं है IIoT व्यापार मॉडल के विभिन्न घटक हैं मूल्य प्रस्ताव मूल्य कैप्चरिंग तंत्र मूल्य नेटवर्क मूल्य संचार मूल्य का अर्थ है अंतिम उपयोगकर्ता के लिए महत्व तो अंत उपयोगकर्ता के लिए मूल्य प्रस्ताव क्या है मान कैसे लिया जाता है इसके पीछे क्या तंत्र है value network क्या है यह मूल्य अंतिम उपयोगकर्ता समुदाय या ग्राहक समुदाय और मूल्य संचार में विभिन्न समूहों के बीच कैसे प्रवाहित होने वाला है उस नेटवर्क के भीतर मान कैसे प्रवाहित होने वाला है विभिन्न खंडों में विभिन्न समूहों में किस प्रकार मूल्य का संचार होने वाला है तो विभिन्न प्रकार के IIoT व्यवसाय मॉडल हैं और वे क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल service oriented व्यवसाय मॉडल या process oriented व्यवसाय मॉडल हो सकते हैं इसलिए मैं इनमें से प्रत्येक के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करने जा रहा हूं तो क्लाउड आधारित की पेशकश कर रहे हैं तो ये क्लाउड आधारित बिजनेस मॉडल के विभिन्न पहलुओं विभिन्न विशेषताओं की तरह हैं इसलिए हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर ए सर्विस मॉडल IaaS जैसी चीजें हैं इस तरह के मॉडल में कुछ प्रकार के हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक सेवा के रूप में पेश किया जाएगा इसलिए हमारे पास infrastructure as a service हमारे पास एक सेवा के रूप में प्लेटफार्म है जो मूल रूप से कंप्यूटिंग प्लेटफार्म है विभिन्न अनुप्रयोगों का एकीकरण जिन्हें अलग अलग प्लेटफार्मों में एक सामान्य प्लेटफार्म के तहत विकसित किया गया है ये platform as a service मॉडल हैं और फिर अंतिम एक software as a service मॉडल है जहां हम ऑनलाइन सक्षम क्षमताओं और विभिन्न ग्राहकों के लिए अनुकूलित अनुप्रयोगों की पेशकश के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमारे पास infrastructure as a service मॉडल है या हमारे पास प्लेटफॉर्म एक सेवा मॉडल है या हमारे पास सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर है तो मुख्य रूप से ये तीन अलग अलग प्रकार के सेवा मॉडल क्लाउड आधारित सेवा मॉडल हैं लेकिन यह इन तीनों के साथ शुरू हुआ तो हमारे पास अलग अलग हैं ये एक सेवा के रूप में हैं क्लाउड आधारित सेवा मॉडल तो हमारे पास क्लाउड आधारित सेवा मॉडल में विभिन्न पहलू हैं उदाहरण के लिए सहभागी है यह जोखिमों को कम करता है और विभिन्न संसाधनों को अलग अलग हितधारकों के साथ ठीक से साझा किया जाता है विभिन्न भागीदारों सहित हितधारकों इसलिए विभिन्न संसाधनों को विभिन्न भागीदारों के बीच साझा किया जाना है मूल्य विन्यास बहुत महत्वपूर्ण है क्लाउड सेवाओं और विभिन्न अनुप्रयोगों के विकास के संबंध में मूल्य विन्यास महत्वपूर्ण है और इस तरह की पेशकश के पीछे का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है Partner network की स्थापना भी बहुत महत्वपूर्ण है तो अगला आगे है मुख्य दक्षताऐ तो अगर हम क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही अभिन्न अंग है वह आईटी संसाधनों जैसे आईटी का मुख्य गुण है सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर अवसंरचना और तकनीकी ज्ञान ये मुख्य दक्षताओं के तहत विचार की जाने वाली महत्वपूर्ण चीजें हैं संबंध उदाहरण के लिए विभिन्न हितधारकों ग्राहक के साथ सामुदायिक नेटवर्क उनके बीच बुनियादी ढांचे के प्रदाताओं के संबंध यह भी माना जाता है कि विभिन्न मंचों की तरह चीजें ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और विशेष रूप से क्लाउड आधारित मॉडल में अधिकांश सेवाएं वेबसाइटों के माध्यम से दी जाती हैं इसलिए आम तौर पर ये एंड यूज़र हैं जो किसी तरह के कंप्यूट प्लेटफॉर्म के संबंध में infrastructure as a service प्राप्त कर सकते हैं RAM की कुछ इकाइयाँ CPU की कुछ इकाइयाँ भंडारण की कुछ इकाइयाँ ये किसी विशेष वेबसाइट का उपयोग करके किसी प्रकार की सदस्यता के माध्यम से पेश की जाती हैं तो यह क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है प्रसंस्करण शक्ति डेटा भंडारण ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्चुअलाइजेशन विकास उन्मुख प्लेटफार्मों अनुप्रयोगों के एकीकरण विशेष रूप से अनुप्रयोगों और उनके एकीकरण के संबंध में मूल्य प्रस्ताव अनिवार्य रूप से ये विभिन्न मूल्य प्रस्ताव हैं इसलिए अनिवार्य रूप से हम फिर से बुनियादी ढांचे के infrastructure as a service platform as a service और software as a service पर वापस आ रहे हैं तो विभिन्न अनुप्रयोगों और उनके एकीकरण सॉफ्टवेयर के रूप में सेवा ये क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल में विभिन्न मूल्य प्रस्ताव हैं इसलिए वितरण चैनल में आमतौर पर हम क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं हम मांग पर बात कर रहे हैं इसलिए जब भी मांग पर बुनियादी ढांचा सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे कम्प्यूटेशनल संसाधनों की आवश्यकता होती है तो ये ग्राहकों के लिए पेश किए जाने वाले होते हैं और अंत में हम देखते हैं कि क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल में लक्ष्य ग्राहक कौन बनने जा रहे हैं क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल पहले से ही बहुत लोकप्रिय हैं उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के ग्राहक आधारों द्वारा किया जाता है एक प्रकार मूल रूप से शैक्षणिक संस्थान हैं वर्तमान में दुनिया भर में शैक्षणिक संस्थान इन क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल का उपयोग बड़े पैमाने पर करते हैं स्टार्टअप कंपनियां भी क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल का उपयोग कर रही हैं क्योंकि वह सस्ता है वह सस्ता हो जाता है स्टार्टअप के पास आम तौर पर शुरू करने के लिए बहुत कम राजस्व होता है उनके पास शुरू करने के लिए बहुत कम पूंजी होती है और विभिन्न प्रकार के सर्वरों विभिन्न अन्य कंप्यूटिंग प्लेटफार्मों वगैरह के रूप में बुनियादी ढांचे की खरीद के बजाय किसी प्रकार की ऑनलाइन क्लाउड सेवा को अपनाना बहुत सुविधाजनक होता है इसलिए स्टार्ट अप आमतौर पर क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल का भारी उपयोग कर रहे हैं स्वतंत्र सॉफ़्टवेयर विक्रेता छोटे और मध्यम आकार के उद्यम वे इस तरह के व्यवसाय मॉडल के विभिन्न लक्षित ग्राहक हैं लागत के बुनियादी ढांचे खेद लागत संरचना विचार महत्वपूर्ण हैं लागत में कमी स्थापना के लिए प्रारंभिक लागत सेवा लागत ये बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं इसी तरह राजस्व मॉडल उदाहरण के लिए कि भुगतान प्रति उपयोग किए जाने वाले मॉडल का उपयोग किया जा रहा है या नहीं यह विशिष्ट मॉडल है इस तरह के राजस्व मॉडल का उपयोग आमतौर पर क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल में किया जाता है और सदस्यता शुल्क विज्ञापन वगैरह क्लाउडबेड व्यवसाय मॉडल में राजस्व मॉडल के साथ आने के लिए ये अलग अलग विचार हैं अब हम service oriented व्यापार मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं सर्विस बॉडी ओरिएंटेड बिज़नेस मॉडल सेवाओं के बारे में है सेवा उपयोग जैसे कि प्राथमिक उपयोग एकत्र किया गया डेटा डेटा का विश्लेषण डेटा वगैरह का एकत्रीकरण सेवा उन्मुख व्यापार मॉडल में बहुत महत्वपूर्ण हैं उदाहरण चिकित्सा वातावरण हैं चिकित्सा वातावरण एक उदाहरण है जो सेवा उन्मुख व्यापार मॉडल है इसलिए IIT खड़गपुर में हमारी swan लैब में हमने अंबुन्स सिस्टम विकसित किया है यह मूल रूप से एम्बुलेंस हेल्थकेयर के लिए IoT आधारित प्रणाली है ताकि एंबुलेंस में मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखी जा सके इसलिए इस तरह के मॉडल में अनिवार्य रूप से हम विभिन्न हितधारकों जैसे कि डॉक्टरों रोगियों को स्वयं रोगियों के निकट और प्रियजनों पैरामेडिक्स द्वारा डेटा के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी इस तरह के सिस्टम AmbuSens सिस्टम के विभिन्न उपयोगकर्ता हैं और विशाल डेटा उत्पन्न होता है यह डेटा सिस्टम में विभिन्न स्तरों पर एकत्रित होता है वे इस डेटा का विश्लेषण भी करते हैं और डेटा का विश्लेषण फिर से इन अलग अलग हितधारकों के लिए पेश किया जाता है जो मैंने उल्लेख किया था वे उन आंकड़ों से डेटा के विश्लेषण से अलग अलग तस्वीरें प्राप्त कर सकते हैं जो एम्बुलेंस में आने वाले रोगियों से एकत्र किए जाते हैं आम तौर पर लेकिन जरूरी नहीं इस तरह के व्यवसाय मॉडल को व्यापक बाजार की तरह की स्थितियों में अपनाया जाता है जहां एक सामूहिक बाजार होता है और ऑन डिमांड इन इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफार्मों को उपलब्ध कराया जा सकता है आमतौर पर कुछ प्रकार के क्लाउड आधारित सेवा के माध्यम से इसलिए AmbuSens में भी हम ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए क्लाउड आधारित सेवा पर वापस आ रहे हैं एक ग्राहक का मतलब है हम उन मरीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में यात्रा कर रहे एंबुलेंस में सवार हैं तो ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं स्व सेवा इंटरफेस स्वचालित सेवाएं और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लक्षित ग्राहक मूल रूप से बड़े पैमाने पर बाजार हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए partner network बहुत महत्वपूर्ण है वो समुदाय भी जो वहाँ है इसलिए समुदाय के बुनियादी ढांचा प्रदाता प्लेटफ़ॉर्म डेवलपर्स ये अलग अलग हैं वे अलग अलग पहलू हैं जो अलग अलग लोग हैं जो साथी नेटवर्क में हाथ मिलाते हैं और डिमांड पर वितरण चैनल या उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म इसलिए सेवा उन्मुख व्यवसाय मॉडल में ये अलग अलग महत्वपूर्ण विचार हैं इस तरह के व्यवसाय मॉडल में मूल्य विन्यास रखरखाव और प्लेटफार्मों के आगे विकास के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण हैं बुनियादी ढांचा उनका रखरखाव और न केवल रखरखाव बल्कि विकास के लिए ये सेवा उन्मुख व्यवसाय मॉडल बहुत महत्वपूर्ण हैं संबंध self service interfaces स्वचालित सेवाएं ग्राहक को दी जाती हैं हमारे पास व्यवसाय है जो इसे पेश कर रहा है और हमारे पास एंड्यूसर हैं अंत उपयोगकर्ता के साथ साथ व्यवसायों के साथ साथ विभिन्न इंटरफेस स्व सेवा इंटरफेस स्वचालित सर्विसिंग इंटरफेस वगैरह जो पेश किए जाते हैं इस तरह के व्यवसाय मॉडल में ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं मूल्य प्रस्ताव के संदर्भ में डेटा का उपयोग डेटा का विश्लेषण डेटा का एकत्रीकरण ये महत्वपूर्ण हैं और साथ ही मुख्य दक्षताओं जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म डेटा जो स्वयं द्वारा उत्पन्न होता है विधियाँ उत्पन्न होने वाले डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है तो ये सभी इस तरह के बिजनेस मॉडल में मुख्य दक्षताओं के महत्वपूर्ण पहलू हैं लागत संरचना प्रारंभिक स्थापना लागत चर बनाम निश्चित लागत ये महत्वपूर्ण विचार हैं राजस्व मॉडल डेटा एकत्र करना और एकत्र किए गए डेटा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कमाई करने वाले डेटा का मुद्रीकरण करना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र किए गए डेटा से एकत्रित और मुद्रीकरण ये इस तरह के व्यवसाय मॉडल में महत्वपूर्ण पहलू हैं तो अगला एक process oriented व्यवसाय मॉडल है इसलिए यहां हम इन विभिन्न प्रक्रियाओं के अनुकूलन ग्राहकों के लिए समय की बढ़ी हुई अवधि के लिए उपलब्ध कराना यह इस प्रक्रिया उन्मुख व्यवसाय मॉडल के पीछे का पूरा विचार है इसलिए down time कम हो जाता है मशीनरी उपलब्धता बढ़ जाती है ये प्रक्रिया अनुकूलन में प्रक्रिया उन्मुख व्यापार मॉडल में महत्वपूर्ण विचार हैं तो इनको अनुकूलित किया जाना है इसका मतलब है कि आप इन मशीनरी की उपलब्धता को अलग अलग ग्राहकों तक बढ़ाते हैं न कि केवल एक ग्राहक बल्कि कई अलग अलग ग्राहक इन मशीनों को उनमें से कई के लिए उपलब्ध कराते हैं इसलिए प्रक्रियाओं को एक कंपनी के भीतर और विभिन्न कंपनी सीमाओं के भीतर अनुकूलित करना होगा इसलिए पहले मैं आपको इस विशेष बात के बारे में एक अलग संदर्भ में बता रहा था IoT दुनिया में क्या महत्वपूर्ण है IIoT दुनिया विशेष रूप से क्या हम किसी एक कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जहां इन विभिन्न कंपनियों इन विभिन्न कंपनियों के बीच की सीमाओं को हटाया जा रहा है और ये कंपनियाँ इन विभिन्न संसाधनों के उपयोग में अपने संसाधनों के अनुकूलन के लिए और वहाँ होने वाली प्रक्रियाओं के लिए हाथ मिलाने जा रही हैं तो इन विभिन्न प्रक्रियाओं के अनुकूलन का अनुकूलन सेवा उन्मुख व्यापार मॉडल द्वारा विश्लेषण किए गए डेटा का अनुकूलन जो हमने पहले बात की थी और इस प्रक्रिया का परिणाम उन्मुख व्यवसाय मॉडल डाउनटाइम कम हो गया है वितरण प्रकार को समाप्त करने के कारण तो मूल्य विन्यास के संदर्भ में हम मास्टर जटिल उत्पादन प्रक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम एक जटिल प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं सही हम जटिल उत्पादन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जहां न केवल एक प्रकार का व्यवसाय शामिल होगा बल्कि कई व्यवसाय भी शामिल हो सकते हैं इसलिए इस जटिलता में महारत हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रकार के उत्पादों और प्रौद्योगिकियों से निपटने की कोशिश यह process oriented व्यापार मॉडल में बहुत महत्वपूर्ण है मुख्य दक्षताओं के संदर्भ में प्लेटफ़ॉर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं जो डेटा जनरेट किया जाता है वह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस व्यवसाय मॉडल प्रक्रिया उन्मुख व्यवसाय मॉडल में बहुत सावधानी से निपटा जाना होगा मूल्य प्रस्ताव यह है कि इस तरह के व्यवसाय मॉडल में डाउनटाइम कम हो जाता है मशीनरी उपलब्धता बढ़ जाती है तो ये प्रक्रिया उन्मुख व्यवसाय मॉडल के उस विकल्प की कुछ महत्वपूर्ण आकर्षक विशेषताएं हैं और अगला एक लक्ष्य ग्राहक है इस तरह के व्यवसाय मॉडल के उपयोग के लिए प्रक्रिया उन्मुख व्यवसाय मॉडल मूल रूप से मशीन और प्लांट इंजीनियरिंग उद्योग हैं ये इस तरह के व्यवसाय मॉडल के लक्षित ग्राहक हैं लागत संरचना के संदर्भ में कुछ प्रारंभिक स्थापना लागत महत्वपूर्ण है जो इस तरह के व्यवसाय मॉडल का उपयोग या अपनाने से पहले है और राजस्व मॉडल उदाहरण के लिए लाइसेंस की लागत अधिक महत्वपूर्ण है इस तरह के व्यवसाय मॉडल को अपनाने में उच्च कीमतें संभव हो सकती हैं तो यह लाइसेंस लागत उच्च कीमतों की उच्च संभावना उच्च कीमतों के अस्तित्व के साथ आने के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है राजस्व मॉडल के साथ आने के दौरान ये महत्वपूर्ण विचार हैं इसलिए हमने क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल के बारे में बात की हमने सेवा उन्मुख व्यवसाय मॉडल के बारे में बात की हमने प्रक्रिया उन्मुख व्यापार मॉडल के बारे में बात की इन तीनों के बारे में हमने व्यक्तिगत रूप से बात की है लेकिन जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि हमे इन विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों को इंटरलिंक करना है इन बिजनेस मॉडल के बीच अंतर निर्भरता है इसलिए दूसरे शब्दों में वे अलगाव हैं सही है तो यह कुछ ऐसा है जिसे हमें ध्यान में रखना है जबकि IIoT परिदृश्य के लिए सही व्यवसाय मॉडल का चयन करना है जिसके बारे में हम बात करते हैं इसलिए क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल एक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं सेवा उन्मुख व्यवसाय मॉडल का संचालन करने वाली कंपनियां डेटा और जानकारी एकत्र करने के लिए क्लाउड आधारित व्यवसाय मॉडल का उपयोग करती हैं यह विश्लेषण डेटा तैयार किया जाता है और वे प्रक्रिया प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए एक प्रक्रिया उन्मुख व्यवसाय मॉडल के साथ कंपनियों की मदद करते हैं इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम अलगाव में इनमें से किसी भी व्यावसायिक मॉडल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन एक वास्तविक प्रकार की IIoT सेटिंग में ये व्यवसाय मॉडल परस्पर जुड़े हुए हैं इसलिए वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और उनका उपयोग किया जा सकता है व्यापार मॉडल की पसंद को इस अंतर निर्भरता पर भी विचार करना चाहिए तो चुनौतियों के संदर्भ में सुरक्षा और डेटा गोपनीयता चुनौतियां हैं जाहिर है इसलिए मुझे इस बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है और वहां होने वाले संपूर्ण साइबर भौतिक बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने की आवश्यकता है IIoT के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है IIoT सिस्टम आमतौर पर साइबर फिजिकल सिस्टम आमतौर पर लेकिन जरूरी नहीं कि ये साइबर फिजिकल सिस्टम हो इसलिए इन बुनियादी ढाँचों की भौतिक सुरक्षा की सुरक्षा ढांचा और संबद्ध बुनियादी ढाँचा बहुत महत्वपूर्ण है अन्य चुनौतियों के संदर्भ में अंतर में विकसित किया गया है इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप इन सभी अलग अलग मशीनरी को एकीकृत होगा और ये साझा किए जाने वाले हैं इन विभिन्न मशीनों और मशीनों के बीच और विभिन्न अन्य उपकरणों के बीच जो कि साइबर भौतिक प्रणाली में हैं और उन्हें विभिन्न विक्रेताओं द्वारा विकसित किया गया है अन्य चुनौतियों में अनिश्चितता नई प्रौद्योगिकियों अपरिपक्व या अप्रयुक्त प्रौद्योगिकियों डेटा शासन की कमी डिजिटल प्रतिभा की कमी शामिल हैं इसलिए ये अलग अलग अन्य चुनौतियाँ हैं जिन्हें एक उपयुक्त व्यवसाय मॉडल को अपनाने से पहले एक व्यवसाय पर भी विचार करना होगा इसलिए इस विशेष व्याख्यान में हम जो कुछ कर चुके हैं वह व्यवसाय मॉडल IIoT के व्यावसायिक पहलुओं के संदर्भ में कुछ विशिष्टताएं हैं जब कोई उद्योग में कंपनी में IIoT को अपना रहा है तो व्यवसाय के संबंध में कुछ निश्चित पहलू हैं इस पर विचार करना होगा इसलिए जिन पहलुओं से हम गुजरे हैं उनमें से कुछ अलग अलग पहलुओं से मेरा मतलब है कि ये केवल वही नहीं हैं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी हैं इसलिए हमने IIoT बिजनेस मॉडल के विभिन्न पहलुओं फायदों सुविधाओं विभिन्न चुनौतियों और इसी तरह के अन्य पहलुओं को समझा है तो पिछले व्याख्यान में और साथ ही इस विशेष व्याख्यान में हम व्यापार के विभिन्न पहलुओं विभिन्न व्यावसायिक मॉडल की विशेषताओं के विभिन्न पहलुओं से गुजरे हैं जिनका उपयोग IoT और IIoT के लिए किया जा सकता है और आगमन लाभ और विभिन्न चुनौतियां जो इन तकनीकों IIoT और IoT को अपनाने में होने वाली हैं सामान्य तौर पर एक विशेष उद्योग में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में इसलिए हमारे पास ये कुछ संदर्भ हैं जिनसे कोई भी गुजर सकता है अधिक विस्तार से समझने के लिए लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यह समझ व्यावसायिक पहलुओं के बारे में पर्याप्त होनी चाहिए व्यावसायिक पहलू की ये समझ पर्याप्त होनी चाहिए ताकि IIoT के बारे में समग्र समझ हो अन्य व्याख्यानों में तकनीकीताएँ शामिल हैं लेकिन ये व्यावसायिक पहलू भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें उद्योग में तकनीकी लोगों द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है इसलिए इन व्यावसायिक पहलुओं के बारे में कुछ बुनियादी समझ होनी चाहिए और यही हमने इस तरह के ज्ञान के साथ आपको प्रदान करने का प्रयास किया है ये संदर्भ यदि कोई और अधिक विस्तार से जानना चाहता है और इसके साथ हम IIoT के लिए बिजनेस मॉडल के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं धन्यवाद